इसलिए Ia1 0909∟00 j आपके सभी पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस यहां पर यह रिएक्टेंस है क्योंकि यहां R नहीं है इसलिए Ia j 0252 pu और Ia1 Ia2 Ia0 है क्योंकि यह सीरीज में है इसलिए Ia1 Ia2 Ia0 जो कि j0252 pu है इसलिए फॉल्ट धारा 3 Ia0 यह हमने पहले भी देखा है जब हम लाइन टू ग्राउंड लाइन टू लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का वर्णन कर रहे थे तो फॉल्ट धारा 3 Ia के बराबर है यदि मैं याद करूं शायद समीकरण 7 तो यह 3 j0252 के बराबर है यानी माइनस j 0756 pu तो यह फॉल्ट धारा है अगर आप इस कंपोनेंट Ia1 को देखें तो यह बिंदु g के तरफ बह रही है यानी यह आपका समानांतर सर्किट है तथा पॉजिटिव सीक्वेंस का तुल्यइंपीडेंस इस तरफ से यह है तो यह j023 है और यह भाग j020 और j0491 है तो यह इन दो समानांतर का तुल्य है और इसे हमने फॉल्ट के पहले का वोल्टेज लिया हुआ है इसलिए इन दो चीजों का समानांतर यहां दिया हुआ है और यह बिंदु j0345 और j069 है इसलिए यह j023 है और इस तरफ यह j020 0491 है इसलिए हम Ia1 के कॉम्पोनेंट जो जेनरेटर से g के दिशा में बह रही है को लिख रहे हैं अर्थात Ia1 के कॉम्पोनेंट जो जेनरेटर से g के दिशा में बह रही है एक समानांतर सर्किट है इसलिए इसके अनुसार धारा विभाजित होगी इसलिए यह वास्तव में j0252 0230921है क्योंकि इन दो मोटर का रिएक्टेंस जो 023 है और यह वास्तव में j0063 pu आ रहा है अब Ia1 के कॉम्पोनेंट जो मोटर से g के दिशा में बह रही है अर्थात इस दो मोटर से कितनी धारा g के दिशा में बह रही है तो इस स्थिति में यह आपका j0252 0230690921 j0189 pu हो जाएगा इसी प्रकार Ia2 के कॉम्पोनेंट जेनरेटर की तरफ से समान है क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस समान है केवल इसमें वोल्टेज स्रोत नहीं है तथा नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस समान है इसलिए Ia2 के कॉम्पोनेंट जेनरेटर के तरफ से j0063pu है तथा इसका कंपोनेंट मोटर के तरफ से j0189है तो पहले के जैसा ही सभी Ia0 g की दिशा में बहती है इस डायग्राम में मोटर 2 ग्राउंडेड है और यह अनग्राउंडेड Y है तो इस प्रकार सभी Ia0 मोटर 2 से g की दिशा में बहेगी तथा Ia0 का कोई भी भाग जेनरेटर से g की दिशा में नहीं बहेगा इसका मतलब यह जीरो होगा और अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यह जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है यह j3264 है लेकिन अगर आप जेनरेटर की तरफ देखेंगे तो यहां आइसोलेशन है यानी जेनरेटर की तरफ से कोई भी जीरो सीक्वेंस धारा नहीं बह सकती इसलिए यह 0 है तो इस स्थिति में जेनरेटर से g की ओर फॉल्ट धारा इसलिए जेनरेटर से g की ओर फॉल्ट धारा Ia Ib Ic 1 2 1 2 1 1 1 Ia1 Ia2 Ia0 और जेनरेटर के तरफ से कोई भी जीरो सीक्वेंस धारा नहीं बहेगी तो यह 0 है और अगर आप इसे सरल करेंगे तब Ia - j0126 pu प्राप्त होगा अब Ib बराबर β2 गुना यह भागβ गुना यह भाग इसलिए यह j0063β2 β लेकिन β2 β10 है और हम जानते हैं β2 β 1 इसलिए यह Ib j0063 pu और Ic j0 और पहले के जैसा 0063β2 βजो कि 1 है इसलिए Ic j0063 यह जेनरेटर के तरफ से आने वाली फॉल्ट धारा है इसी प्रकार मोटर के तरफ से Ia Ib Ic पहले के जैसा ही Ia Ib Ic 1 2 1 2 1 1 1 Ia1 Ia2 Ia0 तो यह आपका मोटर के तरफ से आने वाली Ia1 फिर Ia2 और यह Ia0 j0252है तो इस स्थिति में अगर आप इसे सरल करते हैं तब Ia j 063 pu होगा इसी प्रकार Ib j0189 होगा और मैंने आपको बताया था कि मोटर के तरफ से Ia0 j0252 है इसलिए Ia j 063 pu इसी प्रकार Ib j0189 β2 β 1है अब यह आपका Ib इस के बराबर है फिर j0252 क्योंकि इसमें एक से गुना होगा और अगर आप इसे सरल करेंगे तो यह j0063 pu हो जाएगा इसी प्रकार Ic j 0189β2 β j0252 j 00063 pu तो यह उत्तर है तो इस अभ्यास से हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को कैसे जोड़े और साथ ही साथ यह भी देखा कि जेनरेटर और मोटर के तरफ से आने वाली फॉल्ट धारा को कैसे पता करें अब मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूं पिछले विषय के उदाहरण 4 के जैसा ही इसमें आपको बिंदु e के नजदीक फॉल्ट लेना है और यह फॉल्ट इस वक्त नहीं होगा लेकिन आपको इस बिंदु पर फॉल्ट लेना है और उसके अनुसार आप को सर्किट कनेक्शन करना है तथा अन्य सभी फॉल्ट धारा Ia1 Ia2 Ia0 की गणना करें तथा जेनरेटर और मोटर के तरफ से भी आने वाली फॉल्ट धारा की गणना करें तो यह आपके लिए एक अभ्यास है जिसमें आपको फॉल्ट इस बिंदु पर लेना है अब आगे अगला उदाहरण है मान लीजिए कि आपके पास दो जेनरेटर है जो समानांतर है तो यह 11 kV 12 MVA थ्री फेज Y कनेक्टेड जेनरेटर है जो समानांतर है तथा प्रत्येक का पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस क्रमश j009 j 005 और j004 pu है एक जेनरेटर के टर्मिनल पर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई है तो आपको फॉल्ट धारा ग्राउंडिंग प्रतिरोध में धारा इसका मतलब यह वाला ग्राउंडिंग प्रतिरोध के वोल्टेज को पता करना है तो यह दो जेनरेटर समानांतर हैं जिनकी रेटिंग 11 kV और 12 MVA है जो थ्री फेज Y कनेक्टेड हैं और यहां लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट हुई है इसलिए यह आपका ग्राउंडिंग प्रतिरोध Rn 1Ω दी हुई है क्योंकि यह समानांतर हैं और हम जो भी करेंगे वह प्रति फेज विश्लेषण के आधार पर करेंगे इसलिए X1 का तुल्य मान j0092 होगा क्योंकि दोनों के पास समान पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है यह j 005 इसी प्रकार X2 के लिए j0052 pu होगा तो आपको पहले इन सभी चीजों की गणना करना होता है फिर Z0 जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस j 004 दिया हुआ है और इसी समय ग्राउंडिंग प्रतिरोध Rn 1Ω है तथा इन मशीन की रेटिंग 11 k V और 12 MVA है इसे हमें मशीन के प्रति यूनिट के मान में बदलना है तथा इस मशीन बेस को हम लेंगे इस स्थिति में Z 004 दिया हुआ है 3 Rn इन सब चीजों को हम जानते हैं इसलिए j004 इसलिए यह 3 1 यानी 3 Rn मतलब Rn 1Ω इसलिए यह 3 1 और यह kV को बेस इंपीडेंस से विभाजित करेंगे तो जेनरेटर की वोल्टेज रेटिंग 11 k V है और सामान्य बेस रेटिंग 12 MVA है तो यह आपका बेस 11 kV है इसलिए 31 फिर हम इसे प्रति यूनिट में बदलेंगे और यह आपका Z0 कुल 0297 मेरा मतलब यह मैं लिख रहा हूं 0297 j 004 pu अब फॉल्ट धारा वास्तव में If Ia 3Ia1 जो हम लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के समीकरण 7 से लिख रहे हैं और Zf 0 रख रहे हैं इस प्रकार If 3 1∟0 Ea 1∟0 भागा इन सब के मान यानी X1 X2 और Z0 यहां आपको If 9472∟ 23320 pu प्राप्त होगा यह प्रति यूनिट में फॉल्ट धारा है अब आप इस फॉल्ट धारा को प्राप्त करने के बाद क्योंकि यह प्रति यूनिट में है इसलिए इसे अब किलो एंपियर में बदलें तो इस स्थिति में यह फॉल्ट धारा का परिमाण है इस स्थिति में 9472 प्रति यूनिट है और यह 12 MVA है क्योंकि जेनरेटर की रेटिंग 12 MVA311 यानी 11KV तो अंततः इस प्रकार का मात्रक किलो एंपियर में दिया हुआ है तो यहां जेनरेटर का बेस धारा 12 MVA पर 12 MVA3KV that is 11 है और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह 596 KA प्राप्त होगा इसी प्रकार ग्राउंडिंग प्रतिरोध का वोल्टेज यानी Rn फॉल्ट धारा इसलिए Rn 1 Ω है और इसको प्रति यूनिट में कन्वर्ट किया गया है यह जेनरेटर का बेस इंपीडेंस है और अगर आप बेस वोल्टेज 11 kV और MVA बेस 12 ले तो यहां प्रति यूनिट मान है गुना 9472 तो यह 0939 pu हो जाएगा और 11 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज है इसलिए 113 KV जोकि 596 kV है यह उत्तर है मैंने कक्षा के अनुसार बहुत ज्यादा लंबा प्रश्न को नहीं लिया है अन्यथा इस अध्याय अन्य बैलेंस फॉल्ट में कुछ प्रश्न बहुत ही ज्यादा लंबे हैं इसलिए इस समय अंतराल के अंदर इस तरह के प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता लेकिन बहुत सारी चीजें लगभग सभी सिमिट्रिकल कंपोनेंट पर ही आधारित रहती है इस प्रकार इस उदाहरण के लिए आप Rn 0होने की परिकल्पना करते हैं मेरा मतलब उदाहरण दो के लिए आप Rn 0 माने तथा प्रत्येक फेज में धारा और स्वस्थ्य फेज के वोल्टेज को प्राप्त करें यदि जेनरेटर के टर्मिनल पर डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट हुई हो तो यहां आप यह मान रहे हैं कि यहां पर डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट हुई है और Rn 0 है तो वही उदाहरण लेकिन यहां डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई है तो इस स्थिति में समीकरण 36 से डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस धारा का व्यंजक Ia1 EaZ1Z2Z03ZfZ2Z03Zf लेकिन इस स्थिति में Zf Rn 0 दिया हुआ है इसलिए यह 0 है और Z1 X1 यानी j0045 है तथा Z2 X2 जो j0025है यह सभी पैरामीटर पहले के उदाहरण से लिए गए हैं और Z0 क्योंकि Rn 0 है इसलिए j004 pu तथा Zf Rn 0 दिया हुआ है अगर आप इन सभी पैरामीटर को यहां पर प्रति स्थापित करेंगे तो यह Ia1 j 1656 pu प्राप्त होगा यह पॉजिटिव सीक्वेंस धारा है अब समीकरण 33 से अगर आप डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए समीकरण 33 पर जाएंगे मैं यहां नहीं दिखा रहा क्योंकि यह आप समझ चुके हैं अर्थात Va1 Va2 तथा दूसरा समीकरण 35 है जो यह बता रहा है कि Va0 Va1 3Zf Ia0 अब यहां क्योंकि फॉल्ट इंपीडेंस Zf 0 है क्योंकि Zf Rn 0 और इसे आप यहां रखते हैं तब वास्तव में यह Va0 Va1 और चुकी फॉल्ट इंपीडेंस Va0 Va1 है इसलिए Va1 Va2 Va यह सभी समान है तो यह समानांतर जोड़ के बारे में बताता है इसका मतलब अगर आप इसमें देखें Va1 Va2 Va0 1∟0 है इसका मतलब जब आपने लंबे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया था तो यहां 3Zf था क्योंकि इस समीकरण के कारण Va0 Va1 3ZfIa0 है अब यहां Zf नहीं है Zf 0 है इसका मतलब यहां सीधा कनेक्शन है तो 3Zf यहां नहीं है बाकी सब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के समान है मैंने यहां कोई चित्र संख्या नहीं दी है तो पॉजिटिव नेगेटिव तथा जीरो सीक्वेंस डायग्राम को कैसे जोड़ेंगे तो यदि आप उस डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पर जाएंगे तब आप देखेंगे थोड़ा इंतजार कीजिए तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं Va1 बराबर यह वोल्टेज 1∟00 है यहां नहीं दिखाया गया है केवल Ea दिखाया गया है जो 1∟00 - j 1656 j 0045 यानी Ia1 Z1 और आपके पास Ia1 j1656 है तो इसका मतलब आपका Va1 Va0 Va2 Va0 और सभी समान हैं जो 02548 pu आ रहा है तो यह आपका वोल्टेज Va1 Va2 Va0 है और अगर आप इसमें KVL लगाएंगे तो यह Z2 Ia2 Z Z1 हो जाएगा और Z0 को यहां नहीं दिखाया गया है आप जानते हैं यह Z1 है यह इंपीडेंस Z2 है और यह Z0 है तो इस स्थिति में यह Ia2 Z2 Va2 0 हो जाएगा इसका मतलब Ia2 Va2Z2 हो जाएगा इसलिए यह 02548j0025 है तो यह वास्तव में j10192 puहै इसी प्रकार यहां भी आप कर सकते हैं Ia0 Z0 Va0 0 तो आप को Ia0 Va0Z0 जो कि 02548j004 यानी 637 pu है अब यह अगर आप यहां देखे तो सभी धारा इस बिंदु पर मिल रही हैं क्योंकि आपने लाइन टू लाइन फॉल्ट फेज b और फेज c में माना है इसलिए Ia 0 इसका मतलब Ia1 Ia2 Ia0 0यह सही चीज यहां मिल रही हैं इस बिंदु पर यह आपका Ia1 है यह Ia2 है और यह Ia0 है इसलिए Ia1 Ia2 Ia0 0 वही डायग्राम है लेकिन केवल Zf नहीं है क्योंकि Zf 0 है एक बार आप Ia1 Ia2 और Ia0 को प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद अगला Ib β2 Ia1 βIa2 Ia0 है β2 वास्तव में ej240 डिग्री है इसलिए यह 05 j 0866 Ia1 जो j1656 है इसी प्रकार β ej120 डिग्री है इसलिए 05 j 0866 j 10192 और Ia0 j 637 है और आप इसे सरल करेंगे तब Ib वास्तव में 2505∟15760 pu प्राप्त होगा इसी प्रकार Ic βIa1 β2 Ia2 Ia0 पहले के जैसा ही β का मान प्रति स्थापित करने पर यह Ic 2505∟2240 प्राप्त होगा अब समीकरण 31 से Vb Vc 3Zf Ia है जिसे हमने डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में देखा था लेकिन Zf Rn 0 है अर्थात Vb Vc 0 तो इसका मतलब अगर आप समीकरण 34 पर वापस जाएं तो यह Vao 13 Va 2Vb इसलिए चुकी Vb 0 है Vb और Vc दोनों जीरो है इसलिए Va0 Vao 13 इसका मतलब Va 3 Vaoयानी स्वस्थ फेज का वोल्टेज क्योंकि हमने डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को फेज b और c में लिया है इसलिए Va 3 02548 के बराबर होना चाहिए यानी Va 07644 pu क्योंकि Va1 Va2 Va0 02548 तो इस तरीके से आपको इसे हल करना है तो इस सूत्र को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना है तो अब दूसरा फॉल्ट यद्यपि इस तरह के फॉल्ट होने की संभावना काफी कम है फिर भी हम इसे देखेंगे तो इस स्थिति में एक साथ दो फॉल्ट यानी फेज a में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तथा उसी वक्त फेज b और c में शॉर्ट सर्किट इस कारण से थ्री फेज सिंक्रोनस जेनरेटर जिसके न्यूट्रल को ठोस रूप से ग्राउंड किया गया है यानी कोई भी ग्राउंड इंपीडेंस नहीं है मान लीजिए कि सिंक्रोनस जेनरेटर नो लोड पर काम कर रहा था आपको सीक्वेंस नेटवर्क को विकसित और ड्रॉ करना है इसी प्रकार फॉल्ट कंडीशन फेज a में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है पहले आपको बाउंड्री कंडीशन रखना है यदि यहां लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है इसका मतलब Va 0 है इसी प्रकार फेज b और c शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब इस स्थिति में Vb Vc और Ib Ic है तो इसका मतलब Vb Vc क्योंकि लाइन टू लाइन फॉल्ट है और Ib Ic क्योंकि यह दोनों साथ हैं इसलिए Va 0 यह तीन कंडीशन है इसलिए समीकरण एक से मेरा मतलब इससे आप लिख सकते हैं Vb β2 Va1 βVa2 Va0 Vc यानी β Va1 β2 Va2 Va0 अर्थात अगर आप इसे सरल करें तो यह β2 βVa1 β2 β Va2प्राप्त होगा तो इसका मतलब यह Va1Va2 क्योंकि β2 β β2 β आपस में खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब फिर से समीकरण 3 से Va 0 अर्थात Va1Va2Va0 0 तो यह समीकरण 4 है तो समीकरण 4 और 5 से यहां यह Va1Va2 है अगर आप यहां इसे प्रति स्थापित करेंगे तो Va1Va1Va0 0 अर्थात Va1 Va02 इसलिए Va1Va2 इस प्रकार Va1Va2 Va02 यह समीकरण 6 है अब फिर से समीकरण 2 से मेरा मतलब यह समीकरण Ib Ic इसलिए Ib β2 Ia1 βIa2 Ia0 β Ia1 β2 Ia2 Ia0 और अगर आप इसे सरल करेंगे तो यह β2 β Ia1 β2 β Ia2 2Ia0 हो जाएगा इसका मतलब β2 β 1 और हम जानते हैं कि β2 β 10 इसलिए β2 β 1 और आप इसे यहां रखते हैं यह 1 है Ia1 Ia2 2Ia0 अर्थात Ia1 Ia2 2Ia0 यह समीकरण 7 है तो हमने इस सीक्वेंस के लिए डायग्राम को ड्रॉ किया है इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को समानांतर में जोड़ा गया है क्योंकि Va1 Va2 है इसलिए इसलिए इनको समानांतर में जोड़ा जाएगा इस तरह जोड़ा गया है और जोड़ा गया है अब चुकी Ia1 Ia2 2Ia0 है इसलिए यह धारा Ia1 और यह धारा Ia2है जो इस टर्मिनल को छोड़ रही है इसलिए 2Ia0 और यह धारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क से होकर बह रही है इसका मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को सीरीज में इस पॉजिटिव तथा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के समानांतर संयोजन से जोड़ा गया है इसका मतलब यह पॉजिटिव सीक्वेंस है यह नेगेटिव सीक्वेंस है और यह 2Ia0 धारा है क्योंकि यह दोनों समानांतर है और यह जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इस समानांतर संयोजन के सीरीज में है तो यहां यह नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा और यहां से यह पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और यहां से इसे इस तरह जोड़ा जाएगा ताकि अगर आप KCL लगाएंगे तो Ia1 Ia2 2Ia0 यानी दोनों धारा Ia1 और Ia2 इसे टर्मिनल से निकल रही है और यह प्रवेश कर रही है तो यह आपका एक साथ सॉलिड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट होने पर का सीक्वेंस नेटवर्क है तो इसके साथ हम अनबैलेंस फॉल्ट के विश्लेषण को समाप्त करते हैं